नमस्ते पिछले दो सत्रों में हमने बहुत महत्वपूर्ण कथनों जो कि कैश फलो स्टेटमेंट है पर चर्चा की थीं पिछली बार इसे पहले ही दोहरा दिया था लेकिन मैं फिर से सिर्फ एक संक्षिप्त बार दोहरा दूँगा इसलिए कैश फलो विवरण में तीन श्रेणियां थीं ऑपरेटिंग गतिविधियों प्रत्यक्ष विधि से हो सकती है तो इस प्रारूप पर एक नज़र डालें या इसकी गणना अप्रत्यक्ष विधि से भी की जा सकती है जो P और L से शुरू हो रही है हमें कुछ निश्चित गतिविधियों की सूची तैयार करनी होगी जो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश हैं हम ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश फलो प्राप्त करने के लिए वर्किंग कैपिटल वस्तुओं को भी सूचीबद्ध करते हैं फ़िर हमने दूसरे पर चर्चा की जो इन्वेस्टिंग गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किये गए थे फ़िर हमने फाइनेंसिंग गति विधि पर भी चर्चा की है तोये फाइनेंसिंग माना जाता है यहाँ दो अद्वितीय आइटम हैं जिसकी चर्चा पहले की गई थी यह ब्याज हैआप सभी जानते हैं प्राप्त ब्याज इन्वेस्टिंग फलो है

ब्याज का भुगतान यह एक फाइनेंसिंग कैपिटल ऋण पर ब्याज एक ऑपरेटिंग गति विधि हो जाएगा और एक वित्त उद्यम के लिए यह एक ऑपरेटिंग फलो के रूप में होगा जहाँ तक डिविडेंड के रूप में वर्गीकृत करेंगे मैंने पहले भी बताया था कि आपके सभी प्रश्न कृपया चर्चा मंच पर उनकी चर्चा करें दूसरी महत्वपूर्ण बात है अपनी वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करें और उस कथन को पढ़ें जिसे हम आपकी अपनी कंपनी के लिए चर्चा कर रहे हैं तो पिछले दो सत्रों हम कैश फलो पर चर्चा कर रहें है आशा है कि आप अपनी खुद की कंपनी के कैश फलो देख रहें है आप किसी भी विशेष चीजों के लिए निश्चित रूप से चर्चा कर सकते हैं हम अब कुछ और वस्तुओं को देखेंगे जो कि विदेशी मुद्रा लेन देन है अब सभी लेन देन घरेलू मुद्रा में नहीं हो सकते हैं यदि यह एक विदेशी मुद्रा आइटम है तो इसे उसी कैश फलो में भी दिखाया जाना चाहिएलेकिन यह कैश और कैश एक्विवैलेन्ट के रूप में दिखाया जाएगा अब वहाँ विदेशी में किसी भी तरह का ऊंरेअलीज़ेड में समेट दिया जाएगा इसलिए यह विदेशी मुद्रा आइटम के बारे में है दूसरा है एक असाधारण वस्तुओं के बारे में है मुझे आशा है कि आप उन असाधारण वस्तुओं को याद करेंगे जिनके बारे में हमने चर्चा की थी अब यदि कैश फलो असाधारण वस्तुओं से जुड़ा हुआ है तो उन्हें संबंधित प्रमुखों के तहत दिखाया जाना चाहिएलेकिन अलग से होने चाहिए तो उदाहरण के लिए अगर आग से बड़ा नुकसान है तो यह एक मेगा नुकसान होगा आप इसको किस रूप में वर्गीकृत करेंगे ऑपरेटिंग यहां हम देख रहे है कि क्या खो दिया है मान लीजिये स्टॉक आग से नष्ट हो जाता है तो उस हानि को कैश फलो में कहाँ दिखाया जाएगा यह सब एक गैर नकद आइटम होने के कारण यह कैश फलो में नहीं होगा लेकिन अगर आपको स्टॉक के नुकसान के लिए बीमा क्लेम प्राप्त होता है तो आप कहां दिखाएँगे यह स्टॉक का नुकसान एक ऑपरेटिंग आइटम के रूप में विचार किया जाएगा क्या यह कभी भी इन्वेस्टिंग गति विधि के कारण है यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो जो कुछ भी एक प्रासंगिक वस्तु है वह सामान्य तौर पर या तो ऑपरेटिंग है अब अगला टैक्स के उपचार के बारे में है आम तौर पर टैक्स एक ऑपरेटिंगव्यय के रूप में दिखाएँगे अगर संबंधित वस्तुओं के इन्वेस्टिंग से संबंधित कैश फलो के बारे में है अब सब्सीडीआरइएस कंपनियों के लिए चूकि यह एक कैश फलो विवरण है तो केवल उद्यम और निवेश प्राप्त कर्ता जो कैश फलो से संबंधित हो उसको सूचित किया जाएगा तो कैश फलो जो डिविडेंड और एडवांस से संबंधित हो दिखाया जाएगा अब अगला मामला अधिग्रहण और विभिन्न व्यवसायों के निपटान के बारे में एक है मान लीजिए कि हम किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण करते हैं और वहां भुगतान करते हैं तो इसे एक इन्वेस्टिंग के माध्यम से किया जाता हैतो उसको अलग से ठीक दिखाया जाना चाहिए अब अगला नॉन कैश लेन देन के बारे में है कुछ निश्चित लेन देन हैं जिन्हें कैश फलो से बाहर रखा जाना है उन्हें दिखाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह प्रकृति में नॉन कैश है आप ऐसी वस्तुओं के किसी भी उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जो कि लेन देन है लेकिन यह प्रकृति में नॉन कैश है इसलिए कैश फलो में नहीं होना चाहिए क्या आप ऐसे किसी भी उदाहरण के बारे में सोचते हैं मान लीजिये आप नई संपत्ति खरीदते हैं सामान्य रूप से हम अचल संपत्ति खरीदते हैं और उसके लिए भुगतान करते हैं इसलिए यह एक इन्वेस्टिंगऑउटफ्लो के रूप में आएगा लेकिन अगर नई संपत्ति ख़रीद रहे हैं पर हम नकद भुगतान नहीं करते हैं नकद भुगतान करने के खिलाफ दायित्व संपत्ति है इसलिए हम बदले में एसेट और लायबिलिटी ले रहे हैं तो कोई नकद भुगतान या रसीद शामिल नहीं है इसलिए इसे कैश फलो में नहीं दिखाया जाएगा कभी कभी हम अन्य कंपनी खरीदते हैं लेकिन भुगतान कैश न कर के हम शेयरों के रूप में भुगतान करते हैंइसलिए हम उद्यम का व्यापार पाने के एवज में हम अपने शेयर जारी करते हैं इसलिए हमारी एसेट लायबिलिटी और शेयर कैपिटल बढ़ जाती है लेकिन कैश की कोई गति नहीं होती है फिर से यह एक नॉन कैश लेन देन है और अगला उदाहरण इक्विटी में ऋण का रुपांतरण है अबकुछ प्रकार के डिबेंचर या संपत्ति का दायित्व कैश फलो को बढ़ावा देता है लेकिन हम को सावधान रहना होगा अगर कोई भी नॉन कैश फलो आइटम हैं तो वे कैश फलो में नहीं जाने चाहिए अब अंत में आपको कैश और कैश एक्विवैलेन्ट समतुल्य है लेकिन उपयोग के लिए शेष राशि उपलब्ध नहीं है तो इसे अलग से खुलासा करने की आवश्यकता है अब जब इस तरह का मामला उठेगा तो क्या आप ऐसी किसी भी वस्तु के बारे में सोच सकते हैं मान लीजिये हमारी एक शाखा अफग़ानिस्तान में हैं हमारे पास वहां कुछ कैश है लेकिन बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं इसलिए हम इसका उपयोग करने में असमर्थ हैं हमें अलग से इसका खुलासा करना पड़ेगा तो किसी भी तरह का कैश या बैंक बैलेंस व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं है तो हमें अलग से इसका खुलासा करना पड़ेगा वहाँ कुछ आहरित उधार की सुविधा हैं मैं आशा करता हूँ कि आप को बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में पता होगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट में बैंक द्वारा ऋण की मंजूरी दी गई है कि किसी भी समय हम वापस ले सकते हैं यह लगभग हमारे लिए कैश के बराबर है लेकिन अभी हमने यह वापस नहीं लिया हैं वें इस तरह से बैलेंस की तरह उपलब्ध हैं तो उन्हें नोट के माध्यम से भी दिखाया जाना चाहिए लेकिन अगर उनके उपयोग पर कोई प्रतिबंध है तो उन पर भी चर्चा की जानी चाहिए अब इस के बाद हम कुछ निश्चित प्रारूप पर नज़र डालेंगे और फिर हम कैश फलो की गणना के वास्तविक मामलों पर आ जाएंगे पहले कुछ स्वरूपों को देखो अब जब भी हम ऑपरेटिंग आइटम के उदाहरण पर ध्यान देंगेलेकिन हमें वास्तविक प्रारूप को देखना हैं कि इसका कैश फलो आइटम में कैसे खुलासा हो जाएगा यह उन कार्यों से उत्पन्न कैश के लिए एक प्रारूप है जो कि आपने पहले ही देख लिया है लेकिन यह अधिक विस्तार से है तो इस पर एक नज़र डालें यह रेटेनेड आय के साथ शुरू होता हैइस में डिविडेंड जोडरिये जो आपको कर के बाद शुद्ध लाभ देता है पी और एल को ध्यान में रखें और अपनी आय को व्यय से घटाने से लाभ प्राप्त होता है हम लाभ से शुरू करते हैं और फिर ऑपरेशन से प्राप्त कैश के लिए जाते हैं उस वर्ष के लिए टैक्स के खर्च को जोड़ते हैं आप टैक्स से पहले का शुद्ध लाभ प्राप्त करते हैं तब नौन कैश आइटम जोड़ते हैं इसलिए डेप्रिसिएशन कर दिया जाता है फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम के लिए समायोजित करें तो संपत्ति की बिक्री पर नुकसान या ब्याज व्यय को जोड़ते हैं ब्याज डिविडेंड आय मे या लाभ कम हो जाता है इसलिये तुम यह ब्रैकेट में देख सकते हों आप को ऑपरेशन से फंड मिलता है फिर वर्किंग कैपिटल आइटम समायोजित करे तो मौजूदा एसेट में कमी या मौजूदा लिएबिलिटीज़ में कमी होती है तो कैश गिर जाती है इसलिए कैश और वर्तमान एसेट साथ साथ चलती हैं वर्तमान लिएबिलिटीज़ विवरण के पहले भाग का अंत है दूसरे और तीसरे बहुत सरल हैं अब इन्वेस्टिंग गति विधि से कैश आपको केवल वस्तुओं को सूचीबद्ध करना है अगला फाइनेंसिंग गति विधि से कैश है आपको उदाहरण पता हैतो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं हैं सीधे उन वस्तुओं को आप कैश फलो विवरण में जोड़ सकते हैं तो इस स्तर पर आपको पहले दूसरे और तीसरे प्रकार की गतिविधियाँ मिली हैं इसलिए आपको कैश में कमी या वृद्धि आती है जो कि कुल टोटल है 1 प्लस 2 प्लस 3 का फिर आप शुरुआत में कैश और कैश एक्विवैलेन्टप्राप्त करेंगे यहां कुल वृद्धि से मेल खाना चाहिए प्लस शुरुआत में जो हैअंत में भी होना चाहिए अब इसके अलावा आपको शेष राशि का रेकन्सीलिएशन हैं इसके साथ हमने प्रारूप पर चर्चा की है अब हम वास्तविक मामले पर जाते हैं जो आपको Google लिंक पर उपलब्ध होंगे लेकिन अभी मैं उन्हें यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसे ध्यान से पढ़ें और हम उन्हें हल करने की कोशिश करें इस मामले पर एक नज़र डालें जहाँ हमें लाभ और हानि खाता दिया गया है तो बिक्री और ब्याज दिया गया है कुल आय है 215000 फिर विभिन्न खर्च दिए गए है जैसे ख़रीद मजदूरी ब्याज डेप्रिसिएशन कार्यालय व्यय गुडविल टैक्स डिविडेंड तो आप को शुद्ध लाभ मिलता है शुरुआती और समापन बैलेंस शीट दी गई है इसलिए लायबिलिटी पक्ष आपको दिया जाता है फिर एसेट पक्ष आपको दिया जाता है आपको वर्ष के अंत में पी और एल मिला है फिर शुरुआती और समापन बैलेंस शीट इस बहुत सी जानकारी के साथ हमें कैश फलो विवरण तैयार करने के लिए कहा गया है आप आगे कैसे बढ़ेंगे अब ऑपरेटिंग कैश फलो के अनुसार मैं बस इस पी और एल बयान पर वापस जा रहा हूं जो आपको ऑपरेटिंग कैश फलो देने जा रहा है इसलिए हम नेट प्रॉफिट के साथ शुरू करेंगे यहां एडजस्टमेंट करेंगे और इससे आपको ऑपरेटिंग कैश फलो मिलेगा बैलेंस शीट आइटम्सज्यादातर फाइनेंसिंग में जा रहा है निश्चित रूप से बैलेंस शीट में कुछ आइटम होंगे जो ऑपरेटिंग पर भी प्रभाव डालेंगे इसलिए उनके बारे में सावधान रहें तो हमें बैलेंस शीट से शुरू करते हैं उसमें परिवर्तन पर एक नज़र डालते हैं और एक नोटबुक में ध्यान नोट करते है कि क्या वह विशेष परिवर्तन फाइनेंसिंग है आपने यह किया तो बाकी काम सरल है इसे सिर्फ लिपिकीय कार्य के रूप में आपको कैश फलो स्टेटमेंट के फ़ॉर्मेट में नोट करना है तो कृपया हल करने का प्रयास करें अब पहली वस्तु शेयर कैपिटल 160000 से 190000 तक की वृद्धि है आपको पूर्ण बैलेंस शीट नहीं लिखनी है लेकिन बस एसी लिखे या कुछ संक्षिप्त रूप में लिखना है और नोट करना है कि वह किस प्रकार का आइटम है क्या वो ऑपरेटिंग आइटम है तो मेरा सुझाव है कि आप बस एसी लिखे या ओ लिखे या आई लिखें या एफ जो कुछ भी आप महसूस करते हैं उसे लिखें तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस प्रकार का फलो है देखें यहाँ मूवमेंट है 160 से 190 की वृद्धि हुई हैं तो यह कुछ प्रकार का कैश फलो है क्या यह एक ऑपरेटिंग बढ़ गया है तो हम को पैसा मिला है और हम उन्हें शेयर दे रहे है यह एक कैश फलो स्टेटमेंट है वास्तव में यह किस प्रकार का आइटम है इसमें कोई परिवर्तन नही है तो कोई बात नहीं बस इसे छोड़ दे अगला पी और एल खाता है यह लाभ और हानि खाता नहीं है यह पी और एल खाते का बैलेंस है जो 9000 से बढ़कर 2200 है तो यह किस प्रकार का आइटम है वास्तव में यदि आप 22 माइनस 9 करते हैं तो 13000 की वृद्धि होती है आप यहां शुद्ध लाभ देख सकते हैंवास्तव में यह शुद्ध लाभ भी नहीं है यह एक लाभ है जो बैलेंस शीट पर स्थानांतरित किया जाता है तो 13000 को बैलेंस शीट में पी और एल के बैलेंस में जोड़ा जाता है तो यह किस प्रकार का आइटम है यह उत्पन्न लाभ की वजह से बढ़ गया है तो यह ओ के प्रकार के आइटम है इसलिए अभी इसे केवल ओ मार्क करते हैं जब हम अपने ऑपरेटिंग को हल करेंगे तो हम इसे चार्ज में ले लेंगे लेकिन अभी हम इसे ओ के रूप में चिह्नित करते हैं अब अगला डिबेंचर के रूप में चिह्नित करें

अब लेनदार है जो 20 से 40 तक बढ़ गए हैं तो यह किस प्रकार का आइटम है तुम्हें याद होगा इसकी आवश्यकता ऑपरेटिंग फलो का भुगतान हमेशा एफ है मगर कितनी राशि का 2000 या 3000 या 1000 ज्यादातर अंतर कैश फलो हैलेकिन यहाँ यह डिफरेंस नहीं है पिछले साल की पूरी राशि का भुगतान किया गया है सिर्फ एक नजर पी और एल पर भी डाले पी और एल में आप डिविडेंड 3000 बनाया था और पिछले साल यानी 31 मार्च 2019 को 2000 जिसका पहले से ही भुगतान किया गया है इस साल के लिए 3000 प्रदान किया गया है तो2000 की पूरी राशि एक विशेष आइटम है कृपया ध्यान से निशान लगा लीजिये तो यह 2000 एफ ऑउटफ्लो है और 3000 ओ है हम जब पी और एल खाता देखे गए तब यह विचार करेंगे अब आशा है कि आप लायबिलिटी है इसलिए 9000 का डेप्रिसिएशन के रूप में निशान कर ले अगला सुन्दर्य के कारण गिरता है तो हमें पी और एल खाते में देखना होगा आप यहां गुडविल 11000 रिटेन ऑफ तो हम अब समाधान करेंगे केवल पहला भाग मुश्किल है अब यहाँ हम ऑपरेटिंग फलो नोन कैश आइटम है मैं केवल आपको समाधान दिखा रहा हूँ तोरेटेनेड से धन मिलता है अब आपरेशन से धन में हम वर्किंग कैपिटल को करे यह मेरे को ऑपरेशन से उत्पन्न कैश देता है आयकर यहाँ दो बार आ जाएगा क्योंकि प्रदान किया गया आयकर जोड़ा गया था अब यह राशि 37000 यही राशि टैक्स भुगतान की राशि भी है यही कारण है कि मैं आयकर का भुगतान करूँगा किया गया टैक्स भुगतान मुझ को ऑपरेटिंग गतिविधियों से नेट कैश फलो प्राप्त हो रहा हैं ऑपरेटिंग की खरीदी है इसलिए यह कम है और ब्याज आय हमारी आय है इसलिए आप इसे ऐंड कर रहे हैं तो37000 नेगेटिव एक इन्वेस्टिंग बैंक बैलेंस 5000 का और समापन बैंक बैलेंस 3000 का हैं तो अगर आप माइनस 2 प्लस 5 लेते हैं तो आपको 3000 मिलेंगे इसलिए यहां कैश फलो स्टेटमेंट टैली हो जाता है हम एक रेकन्सीलिएशन भी बनाएंगऐ शुरुआत और अंत में केवल एक आइटम है तो शुरुआत 5000 है और अंत में 3000 है तो हम पहले से ही जानते हैं कि वहाँ गिरावट 2000 की है बैलेंस शीट से बैंक बैलेंस में अब हमने इसे कैश फलो विवरण के माध्यम से समझा दिया है आशा है कि आप समझ गए है एक बार फिर से दोनों समस्या और समाधान पर एक नजर डाले यह एक प्रारंभिक और एक साधारण समस्या है और यह आपको कैश फलो विवरण में उचित जानकारी देगा इस के साथ हम रूकते हैं नमस्ते